i जैविक पहले डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से शुरू करते हैं ठीक है मैं पहले एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लेता हूं अब यदि हम न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर को विकसित करते हैं तो यदि हम अलग अलग आर्डर के न्यूक्लियोटाइड बेस जैसे ATGC तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्राप्त करेंगे A जिनसे हम न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बना पाएंगे और इसके बाद जीन एक्सप्रेशन की तरफ जाएंगे इस तरह हम डीएनए बनाएंगे डी एन ए सेआर एन ए और आर एन ए से प्रोटीन इस तरह जीन एक्सप्रेशन प्राप्त होने पर हमें प्रोटीन सीक्वेंस प्राप्त हो सकता है इस तरह प्रोटीन सीक्वेंस मिल जाने पर हम अगले लेवल पर जाएंगे यह प्रोटीन स्ट्रक्चर कहलाता है और फिर हम प्रोटीन स्ट्रक्चर से प्रोटीन इंटरेक्शन और इसके बाद कोशिकाcell समझ पाएंगे इसके पश्चात सेल सिगनलिंग ऊतकtissues और अंगोंorgans तथा कीphysiological systemको समझ पाएंगे इसके पश्चात किसी भी जीवorganismको समझना आसान हो जाएगा यह किसी बायोलॉजिकल सिस्टम की संपूर्ण जटिलता है अब यह देखते हैं की बायोइनफॉर्मेटिक्स बायोलॉजिकल सिस्टम की जटिलता को समझाने में किस तरह उपयोगी है उदाहरण के तौर पर यदि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को समझने में बायोइनफॉर्मेटिक्स का महत्व न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लार्ज नंबर और उनके एनालिसिस में इसकी विशेष भूमिका है हमें मालूम है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के हजारों सीक्वेंस उपलब्ध है यह डेटाबेस के रूप में संग्रहित हैं क्या तुम कुछ डाटाबेस के कुछ प्रकार बता सकते हो या कुछ नामों की लिस्ट दे सकते हो छात्र NCBI NCBIजीन बैंक तुम सही होEMBL मैं और जापान DDBJ मैं डीएनए डाटाबेस उपलब्ध है यहां पर अलग अलग डाटाबेस संग्रहित हैं जिन्हें बगैर पैसे दिए लिया जा सकता है और आपके पास बहुत सारे सर्च ऑपरेशन ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं जिनसे आप डाटा प्राप्त कर एनालिसिस के लिए इंफॉर्मेशन पा सकते हैं जैसे सर्वप्रथम हमारे पास यदि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का क्लियर डाटा बेस तो इस डेटाबेस से एनालिसिस किया जा सकता है अब समझते हैं इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस किस तरह का एनालिसिस किया जा सकता है इसे इंटरेक्शन एनालिसिस कह सकते हैं जैसे यदिAT कंटेंट देखी जाए तोGC कंटेंट भी देखा जा सकता है उदाहरण के तौर पर यह भी देखा जा सकता है की डीएनए रीजनDNAregions बहुत ज्यादा बैंड हो रहा है या या बहुत ज्यादा फ्लैक्सिबल है क्योंकि वाइंडिंग के लिए डीएनए का फ्लैक्सिबल होना आवश्यक है इसी तरह बहुत सारे फीचर्स को समझा जा सकता है जैसे डीएनए सीक्वेंस का मेल्टिंग टेंपरेचर क्या है यह अधिकतम और न्यूनतम कितने तापक्रम को सह सकता है यह यह सारी जानकारी बायोइनफॉर्मेटिक्स एनालिसिस से प्राप्त हो सकती है अब हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर समझेंगे बायोइनफॉर्मेटिक्स न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर को समझने में कैसे मदद करता है देखते हैं यदि आपके पास स्ट्रक्चर पहले से उपलब्ध है तो आप एक डाटाबेस बना सकते हैं क्या आप एक न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस बता सकते हैं Student PDB स्टूडेंटPDB पीडीबी प्रोटीन डाटा बैंक है जिसमें डाटा रखा गया है न्यूक्लिक एसिड डाटाबेस न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी रखते हैं यहां पर रखे डेटाबेस से आप सीक्वेंस लेकर स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी कर सकते हैं बहुत सारे बायोइनफॉर्मेटिक्स टूल्स उपलब्ध है जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी कर सकते हैं इन स्ट्रक्चर से आप बहुत सारे पैरामीटर्स को एनालाइज कर सकते हैं जैसे बेस स्टैकिंग एनर्जीbase stacking energy या अलग अलग बेस और base point energy प्वाइंट एनर्जी हाइड्रोजन बांड और इसी तरह के दूसरे इंटरेक्शन तो इस तरह न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर से यह सभी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है और लिटरेचर में उपलब्ध अलग अलग एल्गोरिदम का उपयोग कर न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर को एनालाइज किया जा सकता है अब अगले स्टेप में जीन एक्सप्रेशन को समझते हैं Gene expression में बायोइनफॉर्मेटिक्स का क्या महत्व है स्टूडेंट बायोइनफॉर्मेटिक्स में जीन एक्सप्रेशन का उपयोग कर कितने प्रोटीन है तथा कितने आर एन ए सीक्वेंस जीन से ट्रांसक्रिप्ट हुए हैं देख सकते हैं सही इस तरह यदि आपके पास कोडिंग रीजन हो तो आप नॉनकोडिंग रीजन प्राप्त कर सकते हैं और सीक्वेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं डीएनए सीक्वेंस को प्रोटीन सीक्वेंस में परिवर्तित कर सकते हैंयह प्रक्रिया आपके पास उपलब्ध एल्गोरिदम से होती है इस तरह बायोइनफॉर्मेटिक्स प्रोटीन सीक्वेंस पता करने में मदद करता है स्टूडेंट जीन एक्सप्रेशन के द्वारा प्रोटीन सीक्वेंस प्रिडिक्ट किया जा सकता है और कौन सा प्रोटीन बन रहा है पता चल सकता है प्रत्येक रेसिड्यू का अलग अलग प्रोटीन बनाने में क्या उपयोग है यह भी पता चल सकता है सही तो यदि आप पहले दो प्रोटीन सीक्वेंसेस के साथ जाएं तो आप कई सारे सीक्वेंस बना पाएंगे जिन्हें आप डेटाबेस के रूप में संरक्षित कर सकते हैं क्या आप किसी डेटाबेस का नाम बता सकते हैं जिसमें प्रोटीन सीक्वेंस रखे गए हैं स्टूडेंट यूनीपोर्टUniPort सही यूनीपोर्ट प्रोटीन सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को रखता है शुरुआत में PIR अकेले यह कार्य कर रहा था बाद में इसके साथ Swiss Port भी जुड़ गया अब यह लगभग 15 साल से साथ काम कर रहे हैं इनके साथ कार्य को Uniport consortium कहते हैं यह प्रोटीन सीक्वेंसेस से संबंधित सभी जानकारियों को डेटाबेस के रूप में रखते हैं इसे यूनीपोर्ट डाटाबेस कहते हैं यहां पर लगभग 78 मिलियन सीक्वेंसेस सीक्वेंसेस उपलब्ध है यहां पर दो प्रकार के डेटाबेस हैं पहले कंप्यूटेशनल एलॉटेड computational annotedऔर दूसरे मैनुअली क्यूरेटेड manually curated अभी यहां पर 55 हजार सीक्वेंसेस मैनुअली क्यूरेटेड है और लगभग 78 मिलीयन सीक्वेंसेस कंप्यूटेड है लिटरेचर में डेटाबेस का बहुत ज्यादा उपयोग होता है क्योंकि डेटाबेस में बहुत सारी इनफार्मेशन होती है यूनीपोर्ट डाटाबेस से आप फंक्शन नोटेशन स्ट्रक्चर से लिंक दूसरे प्रोटीन से इंटरेक्शन बीमारियों से म्यूटेशन का लिंक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन आदि देख सकते हैं आइसोफॉर्म एमिनो एसिड सीक्वेंसेस fasta formate मैं अलग अलग फॉर्मेट में उपलब्ध है प्रोटीन के नाम से शुरू होते हैं इनको कहां से प्राप्त किया गया है और किस organism प्राप्त किया गया है इनका क्या कार्य है आदि लगभग सभी जानकारियां किसी एक प्रोटीन के बारे में आसानी से प्राप्त हो जाती है इसके अलावा पूरा लिटरेचर डेटाबेस से लिंक भी उपलब्ध रहता है इस तरह यह बहुत ज्यादा उपयोगी है इस तरह यूनीपोर्ट प्रोटीन सीक्वेंस का एक अनूठा डेटाबेस है जिसमें किसी भी प्रोटीन के संबंध में पूरी जानकारी मिल सकती है इसमें किसी विशेष प्रोटीन के संदर्भ में सारी जानकारी मिल सकती है अतः यदि आप किसी विशेष प्रोटीन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप यूनीपोर्ट से इसके बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा यह हाई लेवल एनोटेशन बताता है और दूसरे डाटाबेस के साथ लिंक भी है तो हम देखते हैं कीUniProt मैं प्रोटीनसीक्वेंस संबंधित सारी इनफार्मेशन उपलब्ध हैयहां पर 78 मिलियन सीक्वेंसेस हैं जिनके द्वारा इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जा सकता है आप यहां सीक्वेंस का उपयोग कर सारगर्भित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं प्रोटीन सीक्वेंस पता करने से हमें कंपोजीशन को कैलकुलेट करने में आसानी होती है स्टूडेंट ऑब्जरवेशन कंपोजीशन क्या है स्टूडेंट नंबर आफ एमिनो एसिड्स तो यदि उदाहरण के तौर पर आपके पास सीक्वेंस है जैसे यदि यह सीक्वेंस है और आपके पास यह दूसरा सीक्वेंस भी है आप यदि इन सीक्वेंस को देखें तो इनमें कुछ विशेष एमिनो एसिड रेसिड्यू के लिए विशेष प्रेफरेंस दिखाई देता है यदि फर्स्ट सीक्वेंस देखें तो कौन सा रेसिड्यू ज्यादा उपयोग में है आप देख सकते हैंA कितनी बार आया है Student T 3 times Three times right So we see this sequence So how many times occurs A तो यहां इस सीक्वेंस में अब A कितनी बार है T3times स्टूडेंट हां Student 5 times स्टूडेंट 5 बार Student I 0 times स्टूडेंट 10 बार 0 T Student T 5 4 4 times right 1 2 3 4 Student 4 This is T then this is 5 Right 5 times यह T है यह पांच बार है इस तरह हम अलग अलग सीक्वेंसेस देख सकते हैं साथ ही कुछ सीक्वेंसेस में कुछ विशेष रेसिड्यूज होंगे और कुछ मैं यह सीक्वेंस रेसिड्यू नहीं होंगे तो आप अलग अलग सीक्वेंस देख सकते हैं और इनके लिए विशेष रेसिड्यू भी देख सकते हैंA आप देख सकते हैं की कुछ रेसिड्यू मिलकर प्रोटीन बनाते हैं इस तरह प्रोटीन संरचना का निर्माण होता है हम यह देख सकते हैं की बहुत सारे प्रोटीन होते हैं और इनमें अलग अलग एमिनो एसिड रेसिड्यू होते हैं उदाहरण के तौर पर अलग अलग प्रोटींस जैसे डीएनए बाइंडिंग प्रोटींस डीएनए के साथ जोड़ते हैं डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है जो उसमें उपस्थित फास्फेट ग्रुप के कारण होता है यहां पर पॉजिटिव चार्ज रेसिड्यू जुड़ेगा Student Arginine स्टूडेंट अर्जिनिन iysine इस तरह हमें किसी रीजन पर पॉजिटिव चार्ज रेसिड्यू देखें तो यह डीएनए या आर एन ए बाइंडिंग प्रोटीन के रेसिड्यू हो सकते हैं और यदि किसी प्रोटीन पर हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूदिखाई दे उदाहरण के तौर पर15 से16 हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू तो हम कहेंगे कि यह प्रोटीनट्रांस मेंब्रेन हेलीकल प्रोटीन हो सकते हैं आप यह बोल सकते हैं कि यह सीक्वेंस ट्रांस मेंब्रेन हेलीकल प्रोटीन का है क्योंकि ट्रांस मेंब्रेन हेलीकल प्रोटीन में मेंब्रेन के अंदर हाइड्रोफोबिक रिड्यूस के अंश होते हैं इस तरह यदि यह हेलीकल प्रोटीन है तो इसमें हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू डोमिनेट करेंगे y एक तरह यदि आपके पास यूनीपोर्ट में सीक्वेंस है तो आप कई तरह की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं इस आवृत्ति में नंबर लंबाई के आधार पर हैं उदाहरण के तौर पर आपके पास 100 रेसिड्यू है तथा तथा दूसरे प्रोटीन में 1000 रेसिड्यूज है तो A मैं10 याD10 होंगे इसी तरह से 1000 रेसिड्यू प्रोटीन को भी बताया जा सकता है यदि किसी प्रोटीन में हंड्रेड रेसिड्यूज हैं और सभी 20 रेसिड्यू रेंडम डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो पर्टिकुलर रेसिड्यू की आवृत्ति क्या होगी Student 5 times स्टूडेंट5 टाइम्स Student 3 स्टूडेंट3 टाइम सही दूसरी तरफ यदि1000 रेसिड्यू हो तो Student 50 स्टूडेंट 50 right तो लेंथ मैटर करती है यदि तुम्हारे पास अलग अलग प्रोटीन अलग अलग लंबाई के होतो आप यह नहीं कह सकते कि यह दूसरा प्रोटीन है अतः इस स्थिति में हमें नॉर्मल आइज करना होगा ऐसी स्थिति में आवृत्ति को लंबाई से विभाजित कर संगठनCOMPOSITIONप्राप्त किया जा सकता है जैसे हंड्रेड है इनका कंपोजीशन क्या होगा यह 5100 अब दूसरे केस में1000 रेसिड्यूज है तो ALANINE इन के लिए क्या कंपोजीशन होगा 005 छात्र50 इसे1000 से विभाजित करने पर005 प्राप्त होता है इस तरह यदि सीक्वेंस लेंथ को देखा जाए तो अंतर दिखाई देगा और यदि लेंथ को सामान्य कर लिया जाए तो तो आपके पास 100 रेसिड्यू प्रोटीन या1000 रेसिड्यू प्रोटीन होंगे A इस तरह हमें समान कंपोजीशन मिलेगा अतः लेंथ को Normalize करना आवश्यक है A तो हम देखते हैं के यूनीपोर्ट डाटाबेस में 78मिलियंस सीक्वेंस है इनका संगठन 20 अलग अलग एमिनो एसिड रेसिड्यू से होता है यह 20 रेसिड्यू समान रूप से विन्यास होequally distributed तो प्रत्येक5 होंगे किंतु हम यूनीपोर्ट डेटाबेस में देखें तो एमिनो एसिड असमान वितरण दिखाते हैं कुछ ज्यादा मात्रा में और कुछ कम मात्रा में होते हैं वह कौन सा रेसिड्यू है जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है Student Tryptophan has very less preference स्टूडेंट Tryptophane सबसे कम tryptophancystine सबसे ज्यादाvaline alanineहाइड्रोफोबिक रेसिड्यू है इनका रेशो 10 और cystine tryptophan 2 to 3 होता है प्रकृति में प्रोटीन किस तरह से होते हैं वे अनफोल्डेड या फोल्डरडेट अवस्था में हाइड्रोफोबिक बांध के टूटने से उनके रेसिड्यू पास पास आ सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इन रेसिड्यूज में स्टेबिलिटी आ सकती है इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन यह देखा गया हैthreonine और serine चार्ज रेसिड्यू है और दूसरे नंबर की पसंद होते हैं तो यदि आपके पास सीक्वेंस हो तो बायोइनफॉर्मेटिक्स प्रोटीन को विस्तार से समझने में मदद कर सकते हैं इस तरह आप प्रोटीन के गुणों की प्रोफाइल बना सकते हैं और किसी विशेष सीक्वेंस को देखकर उसके स्पेसिफिक रेसिड्यू को देख सकते हैं इस तरह यदि आपके पास सीक्वेंस है तो आप बहुत सारे ऑर्गेनिजमस और बहुत सारी स्पीशीज का डाटा चेक कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि कोई विशेष रेसिड्यू क्या सभी जीवो मेंorganism पाया जाता है जो एक ही जगह पर पाए जाते हैं यदि यह सभी जीवो में पाया जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और कार्यों और संरचना के लिए आवश्यक है यदि इसे डिस्टर्ब किया जाए तो यह बहुत सी बीमारियों के लिए उत्तरदाई हो सकता है तो इस तरह सीक्वेंस के द्वारा बहुत सारी जानकारी मिलती है किसी एक को लेकर उसके सामान उसके समान और सीक्वेंस बनाए जा सकते हैं यह देखा जा सकता है क्या सभी जीवो में में कोई रेसिड्यू एक ही पोजीशन में होता है और यह कार्य के आधार पर विशेष महत्वपूर्ण है या नहीं इस तरह बायोइनफॉर्मेटिक्स प्रोटीन सीक्वेंस के विशेष गुणों को बता सकता है अन्य दूसरे कारकों को मैं आगे की कक्षाओं में समझा लूंगा स्टूडेंट बायोइनफॉर्मेटिक प्रोटीन स्ट्रक्चर के अलावा और दूसरे कार्य कैसे एंजाइम्स में इंटरेक्शन पेटर्न और उसकी बढ़ी हुई कैटालिटिक साइट को भी समझाता है इस तरह बायोइनफॉर्मेटिक्स से प्रोटीन स्ट्रक्चर को समझने के अलग अलग तरीके हैं हम प्रोटीन डाटा बैंक से प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैंअभी तक लगभग130000 स्ट्रक्चर प्रोटीन डाटा बैंक में रखे गए हैं यूनीपोर्ट डाटाबेस में अभी तक कितने सीक्वेंस रखे गए हैं Student Million 78 million sequences right स्टूडेंट मिलियन 78 मिलीयन सीक्वेंस तो यदि अगर आप सीक्वेंस और स्ट्रक्चर के बारे में है अंतर देखें तो यह600 to 700 foldहै प्रोटीन का स्ट्रक्चर उसके कार्यों को निर्धारित करता है अतः किसी सीक्वेंस का स्ट्रक्चर ना मालूम हो तो यह प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम कहलाती है हमें लगभग 78 मिलियन सीक्वेंस मालूम है जिनसे हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं किंतु स्ट्रक्चर को पता करने के लिए लंबा समय और बहुत सारा मेन पावर चाहिए बायोइनफॉर्मेटिक्स टूल स्ट्रक्चर की लगभग 80 भविष्यवाणी कर सकता है अगली कक्षा में मैं स्ट्रक्चर कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है बताऊंगा स्ट्रक्चर पता करने की बहुत सारी विधियां हैं जैसे होमोलोगी मॉडलिंग क्योंकि यदि दो सीक्वेंस एक समान है तो संरचना एक समान होगी इसका उपयोग कर स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और एमिनो एसिड सीक्वेंस तथा फोल्ड का पता भी लगा सकते हैं यदि कोई विशेष फोल्ड हो तो फोल्ड रिकॉग्निशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा threading and ab initio विधि का उपयोग किया जाता है तो हम स्क्रैच से शुरुआत करेंगे पहले बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल टार्जन एंगल लेंगे और अंत में हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे हम टेक्निक को छोटा करके आसानी से 3D स्ट्रक्चर प्राप्त कर सकते हैं ab initio modeling का मुख्य डिसएडवांटेज है की यह केवल कुछ रेसिड्यूज के लिए उपयोगी है क्योंकि यहां बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर और समय की मांग करता है अतः हम छोटे टुकड़े कर कर मॉडलिंग करते हैं और फिर उन्हें आपस में जोड़ देते हैं जिससे एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है और फाइनल फोल्डेड स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाते हैं इस तरह यदि हमारे पास स्ट्रक्चर है तो हम उसका सीक्वेंस पता कर सकते हैं और इनके फीचर्स को जानने के लिए बायोइनफॉर्मेटिक्स टूल्स जैसे बायोइनफॉर्मेटिक्स एल्गोरिदम का उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर प्रोटीन स्ट्रक्चर से हम कई फीचर्स समझ सकते हैं इसमें कई समानताएं होंगी यदि हमारे पास pseudo protien हो तो इसमें कुछ रेसिड्यू होंगे जो आसानी से ऐसेसेबलaccessible ना होंगे A आपको बाहरी सरफेस दिखाई दे रही है यहां पर रेसिड्यूज दिखाई दे रहे हैं यदि हमारे पास स्ट्रक्चर है तो हम कोर के अंदर घुसे हुए रेसिड्यू को भी समझ सकते हैं हम यह समझ सकते हैं की यह रेसिड्यूज किसी दूसरे सिस्टम जैसे दूसरे प्रोटींस या लिगेंड या दूसरे न्यूक्लियोटाइड एसिड आदि से इंटरेक्ट करते हैं यदि यह रेसिड्यू इंटीरियर कोर में हूं तो यह प्रोटीन को स्टेबल करने में मदद करेंगे यह प्रोटीन फोल्डिंग के लिए और स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण होंगे तो यदि यदि इन रेसिपी उसको आउटर सरफेस में देखा जाए तो यह दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते दिखाई देते हैं जो ड्रग डिजाइन करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है यदि आपके पास टारगेट है और लिगेंड को आईडेंटिफाई करना हो तो कुछ छोटे पॉकेट होते हैंजिनके स्ट्रक्चर यदि आपको मालूम हो तोआप इन पर लिगेंड या छोटे मॉलिक्यूल को जुड़ना पहचान सकते हैं यदि आपके पास 3D स्ट्रक्चर हो तोआप बहुत सारे रेसिड्यूज को देखेंगे और यह आपस में किस तरह संबंधित है किस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं भी देख पाएंगे उदाहरण के रूप में इस 3D स्ट्रक्चर में सीख दिखाई दे रहे हैंयह दिख रहा है की दो रेसिड्यू एक दूसरे से काफी दूर है और 11 रेसिड्यू एक दूसरे से दूर हैं किंतु यह रेसिड्यू एक दूसरे के पास आ सकते हैं उदाहरण के तौर पर यहां पर है एवन यहां है और A2 यहां पर है यदि 3D स्ट्रक्चर देखें तो आप यह देख सकते हैं की यह रेसिड्यू एक दूसरे से किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं और यह कहा पर लोकेट हैं यह एमिनो एसिड सीक्वेंस है यह रेसिड्यू 12345जैसे अरेंज है इन्हें हम देख सकते हैं कि क्या यह पास है या दूर है इस तरह हमें एमिनो एसिड सीक्वेंस की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है इस तरह 3D स्ट्रक्चर के द्वारा रेसिड्यूज की उपस्थिति उनका महत्व आसानी से समझा जा सकता है अब यदि आपके पास स्ट्रक्चर है तो आप अलग अलग फीचर जैसे कंडक्ट ऑर्डर लॉन्ग रेंज आर्डर हाइड्रोफोबिक बिहेवियर और बहुत सारे एस्पेक्ट्स जान सकते हैं फिर इनको ट्रांसलेट कर हम प्रोटींस के बहुत सारे कार्यों को और अलग अलग पैरामीटर्स को पहचान सकते हैं अगली क्लास में मैं प्रोटीन इंटरेक्शन के बारे में बताऊंगा स्टूडेंट प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड इंटरेक्शन प्रोटीन स्मॉल मॉलिक्यूल इंटरेक्शन प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन आदि सभी के लिए बायोइनफॉर्मेटिक्स का विशेष महत्व है क्रिस्टलोग्राफीcrystalographersयही कार्य करते हैं और वह सारे स्ट्रक्चर को जानकर इन्हें डिपॉजिट कर देते हैं इस तरह रेसिड्यूज का पता चलने पर यह पता चलता है की प्रोटीन इंटरेक्ट कैसे करते हैं इसका स्पेसिफिक पैटर्न क्या है बायोइनफॉर्मेटिक्स स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट को पता करने में मदद करती है बाइंडिंग साइट के बहुत सारे क्राइटेरिया है क्या बता सकते हैं स्टूडेंट डिस्टेंस डिस्टेंस के द्वारा ही हमें यह पता चलता है कि यह आपस में पास है या दूर इसके पश्चात हम ऐसेसेबलaccessibleसरफेस एरिया का पता कर यह देखते हैं की वाइंडिंग के पश्चात सरफेस एरिया किस तरह का है इसके आधार पर यह पता चल जाता है की यह रेसिड्यू एरिया इंटरेक्ट करेंगे या नहीं इसके पश्चात हम यह देखते हैं की इंटरेक्शन एनर्जी कितनी है और यह दो प्रोटींस आपस में इंटरेक्ट करेंगे या नहीं इसी तरह से प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शन प्रोटीन आर एन ए इंटरेक्शनप्रोटीन डीएनए इंटरेक्शंस को भी देखा जाता है इसके लिए बहुत सारा डेटाबेस उपलब्ध है इनके द्वारा सबसे पहले इंटरएक्टिंग पेटर्न्स इंटरएक्टिव पेयर्स और कौन से दो प्रोटीन इंटरेक्ट कर सकते हैं और इनकी इंटरएक्टिंग साइट क्या होंगी देख सकते हैं यदि हम ह्यूमन जीनोम देखें तो लगभग 21 000से20000 तक प्रोटीन होते हैं पहले यह माना जाता था कि यह100000 किंतु अब यूनीपोर्ट मैं लगभग 20000 सीक्वेंस है इन सीक्वेंस को लेकर हम हम यह जान जाते हैं कि कौन से प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं यह अलग अलग डेटाबेस से प्राप्त हो सकता है यह डाटाबेस हमें प्रोटीन इंटरेक्शन इनकी बाइंडिंग एफिनिटी को बताते हैं इंटरेक्शन स्टडीज से हम हाइपोथेसिस बनाते हैं की दो प्रोटीन आपस में किस तरह इंटरेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा बहुत से डेटाबेस उपलब्ध है जो हमें सेल के बारे में समझने में मदद करते हैंजैसे सेल सिगनलिंग और दूसरी पाथवेज टिशु डाटाबेस हमें आर्गन की फिजियोलॉजीउदाहरण के तौर पर न्यूरोसाइंस के अध्ययन मैं मदद करते हैं इस तरह बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने में विशेष महत्वपूर्ण है अगली कक्षाओं में मैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से लेकर सभी तरह के इंटरेक्शंस के बारे में बताऊंगा